अभिवादन आइटम बैंकों पर मॉड्यूल 2 यूनिट 9 में आपका स्वागत है हमने इंजीनियरिंग कोर्स के लिए मूल्यांकन पैटर्न और मूल्यांकन उपकरणों को डिजाइन करने की प्रक्रिया को समझा आइटम बैंक को प्रश्न बैंक के रूप में भी जाना जाता है यह एक अधिक लोकप्रिय उपयोग है एक आइटम बैंक क्या है यह कोर्स आउटकम और कॉग्निटिव लेवल के अनुसार एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए आयोजित बड़ी संख्या में परीक्षण वस्तुओं का संग्रह है महत्वपूर्ण यह है कि यह काफी बड़ी संख्या में परीक्षण आइटम है जो यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि गुणवत्ता वाला आइटम बैंक अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है एक आइटम बैंक का उद्देश्य क्विज़ असाइनमेंट आंतरिक परीक्षण और सेमेस्टर एंड परीक्षा के लिए परीक्षण उपकरणों को डिजाइन करने की जरूरतों को पूरा करना है मुख्य रूप से एक आइटम बैंक का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के आकलनों के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन उपकरण जैसे प्रश्नोत्तरी असाइनमेंट आंतरिक परीक्षण या सीआईई और एसईई के परीक्षण को डिजाइन करना है एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि किसी आइटम बैंक में शामिल वस्तुओं की समीक्षा की जानी चाहिए आइटम बैंक में शामिल करने से पहले वस्तुओं की समीक्षा करने के लिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए होगी कि आइटम बैंक में शामिल होने वाली वस्तुओं में गुणवत्ता मानक हैं वस्तुओं के साथ कुछ मुद्दे हो सकते हैं भाषा के मुद्दे जिस तरह से प्रश्न पूछे गए है उसमें अस्पष्टता प्रश्न पूछने के तरीके आदि में तकनीकी खामियां हो सकती हैं यह आवश्यक है कि आइटम बैंक में शामिल करने से पहले वस्तुओं की समीक्षा करने के लिए एक प्रक्रिया हो आइटम बैंक में शामिल वस्तुओं को समीक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है प्रश्न बैंक में इनका उपयोग करने तथा एक विशिष्ट मूल्यांकन साधन की रचना करते समय हमें कुछ अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होती है आइटम को कई मापदंडों के साथ टैग किया गया है हम देखेंगे कि कौन से पैरामीटर हैं जिनके साथ हमें वस्तुओं को टैग करने की आवश्यकता है मूल्यांकन उपकरण की रचना में इनका प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए यह आवश्यक है यदि स्वचालित तरीके से सॉफ़्टवेयर टूल का उपयोग करके परीक्षण उपकरण उत्पन्न किए जाने हैं तो आइटम बैंक को डेटाबेस के रूप में व्यवस्थित करने की आवश्यकता है यदि मूल्यांकन उपकरण तैयार किए जाने हैं तो जाहिर है हमारे पास डेटाबेस के रूप में आइटम बैंक होना चाहिए भले ही कोई इसे केवल मैन्युअल रूप से उपयोग कर रहा हो तब भी आइटम बैंक का उपयोग कार्य को आसान बना देता है

हमें इन आइटम बैंकों की आवश्यकता क्यों है इनका मुख्य उद्देश्य अच्छी गुणवत्ता के मूल्यांकन उपकरणों की रचना करना है देश भर में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में बड़ी संख्या में मूल्यांकन उपकरण तैयार किए गए हैं विशेष रूप से सेमेस्टर अंत परीक्षा के प्रश्नपत्र उपलब्ध हैं कई संस्थानों में आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के पेपर भी बेब पर उपलब्ध होते हैं परीक्षण आइटम बनाने की कुछ सीमाएँ हैं जिनको दूर करने के लिए आइटम बैंक बहुत उपयोगी होते है कई आइटम बैंकों में आप भाषा की अस्पष्टता और तकनीकी अशुद्धियाँ की सीमाएँ देख सकते हैं यह जरूरी नहीं है कि अधिकांश यंत्र ऐसे ही होते हैं या प्रत्येक यंत्र ऐसा ही होता है लेकिन यह भी सच है कि कई मूल्यांकन उपकरणों की ये सीमाएँ होती हैं उत्तर देने के लिए अनुमानित समय और प्रश्न के दायरे के बीच असंगतता यह उस विशिष्ट मूल्यांकन उपकरण पर निर्भर करता है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि एक विशिष्ट प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक औसत छात्र द्वारा निश्चित समय लिया जाएगा लेकिन वास्तविक समय या तो उससे बहुत अधिक या उससे कम हो सकता है अधिक बार यह उस समय से कहीं अधिक होता है जो प्रश्न पत्र को बहुत लंबा बना देता है सीओ या इकाइयों या विषयों और संज्ञानात्मक स्तरों पर प्रश्नों का असमान वितरण सीओ में प्रश्नों का असमान वितरण किसी दिए गए आंतरिक परीक्षण में तीन CO को शामिल किया जाना चाहिए CO1 CO2 CO3 लेकिन वास्तव में वह उपकरण मुख्य रूप से केवल CO1 और CO2 को कवर कर सकता है उस मूल्यांकन उपकरण में CO3 को केवल मामूली ध्यान दिया जा सकता है यह उस समय के सापेक्ष है जो प्रशिक्षक ने कक्षा में CO3 पर बिताया है संज्ञानात्मक स्तरों में असमान वितरण सीओ सभी लागू स्तर पर हैं लेकिन मुख्य रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न समझ स्तर या याद स्तर पर हैं इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें निचले स्तरों पर कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए यदि कोई CO लागू स्तर पर है तो कुछ वस्तुओं को समझने या याद रखने के निम्न संज्ञानात्मक स्तरों पर रखना ठीक है लेकिन अगर मुख्य रूप से सभी आइटम निचले स्तर पर हैं तो उपकरण की गुणवत्ता संदिग्ध हो जाती है असमान कठिनाई स्तर प्रश्न एक विशेष सीओ और संज्ञानात्मक स्तर से मेल खाता है लेकिन कई प्रश्नों में कठिनाई स्तर काफी भिन्न होते हैं यह भी संभावित समस्याओं में से एक है कुछ मामलों में इन मुद्दों में से कुछ से बचने के लिए मूल्यांकन आइटम्स के संज्ञानात्मक स्तर को निम्न स्तर तक कम कर दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप सभी छात्रों के सीखने की गुणवत्ता कम हो जाती है इन सभी सीमाओं को पार करने के लिए एक आइटम बैंक होना सुविधाजनक होगा जिसे क्यूरेट किया गया है सभी आइटम एक प्रक्रिया से गुजरे हैं जिसके द्वारा उनकी समीक्षा की जाती है और केवल गुणवत्ता वाले आइटम ही आइटम बैंक में शामिल हो सकते हैं

यह सच है कि एक आइटम बैंक बनाने के लिए काफी प्रयास की आवश्यकता होती है विशेष रूप से जब कोई पहली बार आइटम बैंक बना रहा हो पहली बार एक आइटम बैंक बनाने के लिए फैकल्टी को अलग से समय लगाना पड़ता है इसके बाद इसमें इतना अधिक समय नहीं लग सकता है क्योंकि हमें केवल आइटम बैंक को संशोधित करने की आवश्यकता है शायद कुछ आइटम जोड़ें कुछ आइटम हटा दें पहली बार अच्छा आइटम बैंक बनाने में काफी मेहनत लगती है हालांकि आइटम बैंक होने के कई फायदे हैं फैकल्टी एक सेमेस्टर के अंत परीक्षा के पेपर को डिजाइन करने में अच्छी गुणवत्ता वाली प्रश्नोत्तरी कक्षा परीक्षण असाइनमेंट और यहां तक कि विश्वविद्यालय स्तर पर डिजाइन करते समय काफी समय बचा सकता है विश्वविद्यालय स्तर पर पेपर सेटर्स अच्छी और समान गुणवत्ता के मूल्यांकन उपकरणों की स्थापना करते समय बहुत लाभ उठा सकते हैं एक बार जब हमारे पास एक आइटम बैंक होता है और यदि इसे एक उचित डेटाबेस के रूप में बनाया जाता है तो मूल्यांकन और मूल्यांकन के निर्माण और प्रशासन से जुड़ी कुछ या सभी प्रक्रियाओं को कम्प्यूटरीकृत किया जा सकता है इससे फिर से काफी समय की बचत होगी वास्तव में आज यदि आप कई स्वायत्त संस्थानों गैर स्वायत्त संस्थानों और विश्वविद्यालयों में देखते हैं वास्तव में उनके समय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा परीक्षा प्रक्रिया के लिए समर्पित है प्रश्नपत्र तैयार करना उनका मूल्यांकन करना परिणाम की घोषणा करना इन सभी चीजों में काफी समय लगता है और कई प्रयास केवल इन्हीं गतिविधियों के लिए समर्पित होते हैं यदि हमारे पास एक अच्छी गुणवत्ता वाला आइटम बैंक है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटाबेस के रूप में उपलब्ध है तो इनमें से कई प्रक्रियाओं को कम्प्यूटरीकृत किया जा सकता है आइटम बैंक कितने प्रकार के होते हैं हम जानते हैं कि भारत में मूल रूप से दो प्रकार के कॉलेज हैं टियर 1 और टियर 2 संस्थान टियर 1 संस्थान स्वायत्त हैं उनका अपना मूल्यांकन तंत्र और प्रक्रियाएं मौजूद हैं जबकि टियर 2 संस्थानों में आमतौर पर सीआईई उनके दायरे में होता है लेकिन एसईई विश्वविद्यालय द्वारा होता है इसलिए आइटम बैंक मुख्य रूप से क्विज़ असाइनमेंट और क्लास टेस्ट के लिए होंगे आइटम बैंक एक शिक्षक या शिक्षकों के समूह द्वारा बनाए और प्रबंधित किए जाते हैं कुछ मामलों में पाठ्यक्रम बड़ी संख्या में छात्रों को पेश किया जाता है जो 6 या 7 या 10 खंड भी हो सकते हैं एक ही पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाले 6 7 8 शिक्षक हैं जिनमें से एक पाठ्यक्रम समन्वयक के रूप में कार्य करता है आइटम बैंक का प्रबंधन शिक्षकों के समूह द्वारा किया जा सकता है एसईई के लिए आइटम बैंक टियर 2 संस्थान के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर बनाए और प्रबंधित किए जाते हैं एक टियर 1 संस्थान के लिए सभी योगात्मक और प्रारंभिक मूल्यांकन उपकरणों के लिए आइटम बैंक संस्थान स्तर पर ही एक शिक्षक या शिक्षकों के समूह द्वारा बनाए और प्रबंधित किए जाते हैं टियर 1 संस्थान में न केवल CIE बल्कि SEE को संस्थान स्तर पर तैयार किया जाता है

कुछ संभावित मूल्यांकन उपकरणों जैसे क्विज़ असाइनमेंट क्लास टेस्ट और सेमेस्टर एंड परीक्षाओं के लिए आइटम बैंकों को देखें यह केवल एक उदहारण है इन सभी चीजों को करने के लिए कोई ख़ास तरीके जैसा कुछ नहीं है जो सभी संस्थानों के लिए उपयुक हो हम जानते हैं कि मूल्यांकन प्रक्रिया संस्थान से संस्थान और पाठ्यक्रम से पाठ्यक्रम और प्रशिक्षक से प्रशिक्षक तक काफी भिन्न होती है यह निश्चित रूप से यह एक शर्ट फिट सभी जैसा कुछ नहीं है हम यह कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि यह ऐसी चीज है जिसे कानून की तरह अपनाना है यह केवल इस बात का संकेत है कि एक गुणवत्तापूर्ण आइटम बैंक बनाने के संभावित तरीके क्या हैं और संस्थान इन्हे कैसे लागू कर सकता है प्रश्नोत्तरी के लिए आइटम बैंक प्रश्नोत्तरी का उपयोग रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन दोनों के लिए किया जाता है प्रश्नोत्तरी में प्राप्त अंक छात्रों के ग्रेड की ओर जा सकते हैं कभी कभी हम छात्रों द्वारा सीखने की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए केवल प्रारंभिक उद्देश्यों के लिए प्रश्नोत्तरी आयोजित कर सकते हैं क्विज़ में आम तौर पर 5 से 10 एक अंक वाले प्रश्नों की एक छोटी संख्या होती है दो अंकों के प्रश्न भी हो सकते हैं लेकिन यह अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय है सामान्य रूप से 5 से 10 एक अंक के प्रश्न आमतौर पर प्रश्नोत्तरी में प्रश्न संज्ञानात्मक स्तर को याद रखने या समझने के होते हैं जो कि बहुत अधिक सामान्य है इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमारे पास ऐसे प्रश्नोत्तरी प्रश्न नहीं हो सकते जो लागू स्तर पर हों लागू स्तर पर एक प्रश्न लिखना संभव है लेकिन यह अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय है ज्यादातर याद रखने या समझने के स्तर से संबंधित प्रश्नोत्तरी प्रश्नों का उपयोग किया जाता है प्रश्नोत्तरी आइटम बहुविकल्पीय प्रश्नों या बहुविकल्पीय प्रश्नों से संबंधित हो सकते हैं रिक्त स्थान भरें या प्रतिक्रियाओं को रैंक करें या निम्नलिखित का मिलान करें कभी कभी बहुत छोटे उत्तर एक ही पंक्ति के उत्तर भी संभव हैं मुख्य रूप से ये इस प्रकार के प्रश्न होंगे जिनका सामना प्रश्नोत्तरी में किया जा सकता है यदि सभी क्विज़ आइटम उन श्रेणियों से संबंधित हैं जिनका आसानी से मूल्यांकन किया जा सकता है जैसा कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा पेश किया जाता है तो क्विज़ को बहुत आसानी से करवाई जा सकती है और उसका मूल्यांकन भी सरलता से किया जा सकता है यदि मुख्य रूप से हम बहुविकल्पीय प्रश्न चुनते हैं तो दिए गए शब्दों के सेट से रिक्त स्थान भरें उत्तरों को क्रमित करें या निम्नलिखित का मिलान करें तब शिक्षण प्रबंधन प्रणाली एल एम एस रिपोंसेस का स्वचालित रूप से मूल्यांकन कर सकती है इस मामले में प्रशिक्षक बिना किसी देरी के कक्षा में परिणामों पर प्रश्नोत्तरी प्रशासित होने के बाद चर्चा कर सकता है यह एक रचनात्मक मूल्यांकन के उद्देश्य को भी पूरा करेगा प्रश्नोत्तरी को प्रशासित किया जा सकता है परिणामों को सारणीबद्ध किया जा सकता है और कक्षा में बहुत कम समय में उन पर चर्चा की जा सकती है तो प्रश्नोत्तरी के लिए एक आइटम बैंक होने का निश्चित लाभ है

क्विज़ के लिए हम आइटम बैंक में शुरुआत में कितनी चीज़ें बनाते हैं कोई ख़ास नियम नहीं है यह आइटम बैंक बनाने वाले प्रशिक्षक या प्रशिक्षकों के समूह का व्यक्तिपरक निर्णय है हमारे पास विभाग या संस्थान की नीति भी हो सकती है लेकिन उदहारण के तौर पे कम से कम प्रारंभिक आइटम बैंक में मूल्यांकन उपकरण के लिए वास्तव में आवश्यक वस्तुओं की संख्या पांच गुना होनी चाहिए पांच नंबर के बारे में कोई जादू नहीं है यह चार गुना हो सकता है यह छह गुना हो सकता है यदि समान पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले शिक्षकों का एक समूह है तो हम एक आइटम बैंक बनाने में सक्षम हो सकते हैं जिसमें वस्तुओं की संख्या आवश्यक संख्या से दस गुना हो सभी प्रकार की विविधताएं संभव हैं चर्चा को विशिष्ट बनाने के लिए मान लें कि हम एक प्रारंभिक आइटम बैंक बनाएंगे जिसमें आइटमों की संख्या आवश्यक आइटमों की संख्या से पांच गुना होगी यदि हम यह मान लें कि एक सेमेस्टर में हमारे पास पाँच क्विज़ हैं और प्रत्येक क्विज़ में पाँच प्रश्न हैं इसका मतलब है कि पूरी तरह से हमें 25 प्रश्नों या क्विज़ के लिए 25 आइटम चाहिए तो लगभग पांच गुना जो 125 आइटम होगा इसलिए प्रारंभिक चरण में प्रश्नोत्तरी के लिए हमारे पास आइटम बैंक में लगभग 125 आइटम होने चाहिए बाद में आइटम बैंक आकार में बढ़ सकते हैं यदि हम एक आइटम बैंक बनाते हैं तो वास्तविक मूल्यांकन उपकरण बनाने में हमारे पास उचित विकल्प होगा प्रश्नोत्तरी आइटम बैंक में आइटम लगभग सभी सीओ में कक्षा सत्र की संख्या के अनुपात में वितरित किए जाने हैं यहां फिर से एक विशिष्ट उदाहरण में सीआईई के दौरान आयोजित की जाने वाली प्रश्नोत्तरी सभी सीओ को कवर नहीं कर सकती हैं एक विशिष्ट उदाहरण में एक प्रशिक्षक सीओ के केवल एक सबसेट को कवर करने के लिए क्विज़ डिज़ाइन कर सकता है लेकिन एक अन्य उदाहरण में प्रशिक्षक सीओ के एक अलग उपसमुच्चय को कवर करना चाह सकता है इसलिए आइटम बैंक में हमारे पास सभी सीओ को कवर करने वाली वस्तुएं होनी चाहिए ताकि उस आइटम बैंक से हम सीओ से संबंधित आइटम उठा सकें जिनकी योजना एक विशिष्ट उदाहरण में बनाई जा रही है इसलिए क्विज़ आइटम बैंक में आइटम सभी सीओ पर वितरित किए जाने हैं और संख्या इन सीओ को समर्पित कक्षा सत्रों की संख्या पर निर्भर हो सकती है या यदि संभव हो तो यह और भी बड़ी संख्या हो सकती है यदि वस्तुओं को एलएमएस के उपकरणों का उपयोग करके डिजाइन किया गया है तो क्विज़ को उसी एलएमएस की सहायता से आसानी से आयोजित और मूल्यांकन किया जा सकता है वास्तव में एक एलएमएस द्वारा ही क्विज की रचना आइटम बैंक से की जा सकती है हम कुछ मानदंड दे सकते हैं और एक दिए हुए पैटर्न के अनुसार एलएमएस स्वचालित रूप से एक प्रश्नोत्तरी उपकरण बना सकता है और इससे समय कम लगेगा जाहिर है कि स्वचालित रूप से बनाई गई प्रश्नोत्तरी की प्रशिक्षक द्वारा बाद में समीक्षा की जा सकती है और यदि आवश्यक हो तो संशोधन किए जा सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह लगे कि पूरी प्रक्रिया बहुत यांत्रिक है प्रशिक्षक की स्वतंत्रता से कभी समझौता नहीं किया जाता है और प्रशिक्षक को उस उपकरण को संशोधित करने की पूरी स्वतंत्रता है जो स्वचालित रूप से उपयुक्त होता है प्रश्नोत्तरी के लिए आइटम बैंक अलग अलग शिक्षकों या पूरे संस्थान में एक ही पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाले शिक्षकों के समूह द्वारा बनाए और प्रबंधित किए जाते हैं तो मूल रूप से यह CIE के लिए है इसलिए प्रश्नोत्तरी के लिए आइटम बैंक अलग अलग शिक्षकों द्वारा बनाए और प्रबंधित किए जाते हैं

असाइनमेंट के लिए आइटम बैंक असाइनमेंट में आमतौर पर शिक्षक अपेक्षा करते हैं कि छात्र कक्षा के बाहर अपने दम पर काम करें मूल रूप से घरेलू प्रकार के असाइनमेंट लेते हैं इसमें पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आमतौर पर छात्रों को अंतर्निहित अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को समझने में काफी समय की आवश्यकता होती है क्योंकि अधिकांशत यह प्रश्न उच्च संज्ञानात्मक स्तर पर होते हैं सत्रीय कार्यों में मुख्य रूप से तीन आइटम होंगे कभी कभी केवल दो या एक भी कभी कभी यह संज्ञानात्मक स्तर से संबंधित चार भी हो सकते हैं ज्यादातर उच्च संज्ञानात्मक स्तर जैसे विश्लेषण मूल्यांकन और निर्माण से सम्बन्धित समस्याओ को असाइनमेंट के रूप में दिया जा सकता है क्योंकि जैसा कि हमने पहले देखा है कक्षा परीक्षणों जैसे सीमित समय के आकलन में विश्लेषण मूल्यांकन और निर्माण के इन संज्ञानात्मक स्तरों पर आइटम होना बहुत मुश्किल है तो उन्हें असाइनमेंट में शामिल किया जा सकता है संदर्भ के आधार पर कुछ असाइनमेंट में निचले स्तरों से संबंधित आइटम जैसे समझना या याद रखना भी हो सकते हैं हालांकि ऐसा कम ही होता है सैद्धांतिक रूप से निचले स्तरों को कवर करने वाला एक असाइनमेंट होना संभव है यदि प्रशिक्षक को लगता है कि छात्रों को विशेष सीओ की बेहतर समझ के लिए इन मदों को भी पढ़ना होगा असाइनमेंट के लिए आइटम बैंक सांकेतिक रूप में है यदि एक सत्रीय कार्य में औसतन तीन प्रश्न हैं और यदि एक सत्र में तीन सत्रीय कार्य दिए गए हैं इसका मतलब है हमें 45 आइटम 9 आइटम x 5 गुना 45 आइटम या 45 से ऊपर की आवश्यकता है यह 45 कुछ जादुई आंकड़ा नहीं है हमारे पास एक बड़ा आइटम बैंक भी हो सकता है विषयों को संबंधित संज्ञानात्मक स्तरों पर पाठ्यक्रम के सभी सीओ को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए एक विशिष्ट असाइनमेंट में सभी सीओ शामिल नहीं हो सकते हैं वास्तव में पाठ्यक्रम वितरण के एक विशिष्ट उदाहरण में एक साथ लिए गए सभी असाइनमेंट भी सभी सीओ को कवर नहीं कर सकते हैं लेकिन आइटम बैंक को सभी सीओ को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए ताकि प्रशिक्षक को चुने हुए सीओ और उनके संज्ञानात्मक स्तरों का उपयोग करके एक असाइनमेंट बनाने की स्वतंत्रता हो हम क्लास टेस्ट के लिए आइटम बैंक कैसे बनाते हैं

सभी परीक्षण टियर 1 और टियर 2 दोनों संस्थानों में पाठ्यक्रम के शिक्षक द्वारा डिज़ाइन संचालित और मूल्यांकन किए जाते हैं यदि एक विशेष पाठ्यक्रम बड़ी संख्या में शिक्षकों द्वारा कई कक्षाओं में पेश किया जा रहा है तो आमतौर पर एक पाठ्यक्रम समन्वयक होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि परीक्षण सभी जगह में समान हों इसलिए हम कह सकते हैं कि संबंधित शिक्षक पाठ्यक्रम के साथ समन्वयक परीक्षणों के लिए भी जिम्मेदार होंगे आम तौर पर आंतरिक परीक्षणों की अवधि 60 मिनट होती है हालांकि 90 मिनट का परीक्षण करना संभव है टेस्ट आमतौर पर 15 अंकों या 20 अंकों या 30 अंकों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं कभी कभी 50 अंकों के लिए भी लेकिन फिर CIE प्राप्तियों की गणना में परीक्षणों को दिए गए वास्तविक भार के आधार पर उन्हें उचित रूप से घटाया जाता है परीक्षण के लिए दिए गए प्रतिशत भार के अनुसार उत्तर की मार्किंग करनी होगी यह अधिक सुविधाजनक है क्योंकि 15 20 या 30 अंकों के मूल्यांकन उपकरण को डिजाइन करना अधिक सुविधाजनक होगा आमतौर पर यदि डिजाइन इस स्तर पर होता है और फिर उपलब्धियों को उपयुक्त रूप से कम कर दिया जाता है एक परीक्षण द्वारा संबोधित सीओ परीक्षण के निर्धारित समय पर निर्भर करता है प्रशिक्षक सीओ को परीक्षणों में कैसे शामिल करना चाहता है यह मूल्यांकन योजना का हिस्सा है एक परीक्षण द्वारा संबोधित सीओ परीक्षण और मूल्यांकन योजना के निर्धारित समय पर निर्भर करते हैं संबंधित सीओ को दिए गए वेटेज वस्तुओं के संज्ञानात्मक स्तर और वस्तुओं से जुड़े अंक सभी पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तय किए जाते हैं वास्तव में परीक्षण किए जाने के तरीके में काफी भिन्नता है परीक्षण मूल्यांकन पैटर्न के लिए उदाहरण दो परीक्षण हैं परीक्षण 1 और परीक्षण 2 और परीक्षण 1 में तीन COs CO1 CO2 CO3 और परीक्षण 2 में दो COs CO4 और CO5 शामिल हैं कृपया ध्यान दें कि CO6 परीक्षणों में बिल्कुल भी शामिल नहीं है दो परीक्षण तीन सीओ को कवर करने वाला परीक्षण 1 दो सीओ को कवर करने वाला परीक्षण 2 सीओ के संज्ञानात्मक स्तर भी तालिका में दिए गए थे उसके आधार पर परीक्षण 1 में CO1 पर आधारित 5 अंकों के प्रश्न CO2 से 5 CO3 से भी 5 अंकों के प्रश्न होंगे यानी कुल 15 अंकों की परीक्षा होगी फिर CO4 के अनुरूप हमारे पास परीक्षण 2 में 7 अंक और CO5 के अनुरूप 8 अंक हैं ये सभी मूल्यांकन पैटर्न का हिस्सा हैं जो प्रशिक्षक द्वारा तय किया जाता है अंक स्वयं उप विभाजित हैं CO1 के लिए परीक्षण 1 में 5 अंक याद स्तर पर 2 अंक थे समझ स्तर पर 3 अंक थे CO2 के लिए सभी 5 अंक समझ के स्तर पर हैं और CO3 के लिए सभी 5 अंक लागू स्तर पर हैं CO4 के लिए समझ के स्तर पर 2 अंक एप्लाई स्तर पर 5 अंक CO5 के लिए 2 अंक समझ स्तर पर और 6 अंक एप्लाई स्तर पर यह पैटर्न प्रशिक्षक द्वारा तय किया जाता है हमें इन अंकों के वितरण को देखने की जरूरत है ये अंक जो प्रत्येक सीओ और संज्ञानात्मक स्तर से जुड़े होते हैं शिक्षक द्वारा तय किए गए अनुसार एक या अधिक वस्तुओं पर वितरित किए जा सकते हैं उदाहरण के लिए हमें CO1 के लिए याद स्तर से 2 अंक चाहिए हम ये २ अंक कैसे प्राप्त करते हैं हम तय कर सकते हैं कि हमारे पास दो प्रश्नदो आइटम होंगे प्रत्येक के लिए 1 अंक तो तालिका में यदि आप CO1 के अनुरूप देखते हैं और स्तर याद रखते हैं तो 2 अंक वास्तव में दो प्रश्नों से होते हैं जिनमें से प्रत्येक 1 अंक का होता है यह पूरी तरह से प्रशिक्षक की स्वतंत्रता और विशेषाधिकार है लेकिन प्रशिक्षक को इन पर पहले से निर्णय लेने की जरूरत है इसी तरह CO1समझ के स्तर के 3अंक हैं वे दो प्रश्नों से हैं एक प्रश्न के 2 अंक हैं और दूसरे प्रश्न के 1 अंक हैं आइटम बैंक से सही आइटम लेने के लिए यह आवश्यक है यदि हम समझ के स्तर पर CO1 के लिए एक प्रश्न लिख रहे हैं तो हमें 2 अंक की एक वस्तु और 1 अंक की दूसरी वस्तु लेने की आवश्यकता है यह वह निर्णय है जो हमें करना है सीओ सीएल के अनुसार आइटम वितरण और अंक बनाने की जरूरत है यदि यह किसी उपकरणएलएमएस को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान किया जा सकता है तो मूल्यांकन उपकरण स्वचालित रूप से भी हो सकता है उदाहरण के लिए CO2 के लिए समझ के स्तर पर इसके 5 अंक होने चाहिए और ये 5 अंक दो वस्तुओं से बने होते हैं एक आइटम 3 के लिए दूसरा आइटम 2 अंकों के लिए इसी तरह आप अन्य सभी चीजों पर गौर कर सकते हैं उदाहरण के लिए लागू स्तर पर CO5 के लिए हमारे पास 6 अंक होने चाहिए जो दो मदों से बने हों एक आइटम 3 अंकों का और दूसरा आइटम 3 अंकों का इसका मतलब है कि CO5 के लिए हमें 3 अंक वाले दो आइटम चाहिए यदि आप एक आइटम बैंक बनाना चाहते हैं जो कि 5 गुना है तो हमें 3 अंकों के 10 आइटम चाहिए यही कारण है कि हमें अंकों को मूल्यांकन मदों में विभाजित करने की आवश्यकता है इसी तरह यदि आप देखें तो CO4 के लिए हमें 3 अंकों की एक वस्तु की आवश्यकता होती है और यदि आप एक आइटम बैंक बनाना चाहते हैं जो कि पांच गुना है तो हमें लागू स्तर पर CO4 के अनुरूप 3 अंकों के 5 आइटम बनाने होंगे इसी तरह हम आइटम बैंक की आवश्यकताओं पर काम कर सकते हैं और वह उस परीक्षण के लिए आइटम बैंक की संरचना होगी हमें याद के स्तर पर CO1 के लिए 10 1 अंक के प्रश्नों की आवश्यकता है इसी तरह अन्य सभी सीओ के लिए किस तरह का आइटम बैंक बनाने की जरूरत है उदाहरण के लिए CO5 के लिए हमने देखा कि हमें 3 अंकों में से प्रत्येक के लिए दो आइटम की आवश्यकता है इसलिए पांच गुना 10 हमें एक आइटम बैंक बनाने की आवश्यकता है जिसमें 10 आइटम लागू स्तर पर हों प्रत्येक 3 अंक CO5 के अनुरूप हों यह हमें परीक्षण के लिए आइटम बैंक की संरचना का एक अनुमानित विचार देता है किसी कठोर नियम का पालन करने जैसा कुछ नहीं है 10के बजाय हम 15बना सकते हैं यह 20हो सकता है लेकिन आइटम बैंक का प्रभावी उपयोग करने के लिए कम से कम आइटम बैंक में मदों की संख्या इतनी होनी चाहिए हालांकि ऐसा लगता है कि हम काफी प्रयास कर रहे हैं ये केवल एक बार किया जाता है और उपयोग कई हो सकते हैं शिक्षक हर स्तर पर चुनाव करता है यह चुनाव पाठ्यक्रम की धारणा सामग्री विषय या निर्देश छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमताओं संदर्भ और कई अन्य प्रासंगिक कारकों पर आधारित होते हैं आइटम बैंक की संरचना को लेकर कोई कठोरता नहीं है शिक्षक को पूर्ण स्वतंत्रता है और यह केवल इस बात का संकेत है कि इसे किस प्रकार करने की आवश्यकता है निश्चित रूप से एक संरचना सभी पाठ्यक्रमों तथा सभी संस्थानों पर लागू नहीं होती आइटम बैंक बनाने में एक प्रशिक्षक के पास काफी स्वतंत्रता और जिम्मेदारी होती है ये सभी एक आइटम बैंक की सांकेतिक विशेषताएं हैं एसईई के लिए आइटम बैंक एसईई अधिक संरचित हैं क्योंकि आमतौर पर यह संस्थानों में होता है एसईई की दो लोकप्रिय संरचनाओं पर पहले चर्चा की गई थी प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं एक मामले में वे 20 थे दूसरे मामले में वे 16 थे पेपर सेटिंग मूल रूप से टियर 2 संस्थानों के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर होती है और पेपर सेटर को आइटम बैंक का उपयोग करना होता है और उसके पास 20 अंक वितरित करने का विकल्प होता है तीन या चार आइटम उपखंड इस अर्थ में हो सकता है कि पहले प्रश्न में चार उपखंड हो सकते हैं a b c d और इन चार उपखंडों में अंकों का वितरण शिक्षक को स्वतंत्रता है हालांकि कुछ संस्थानों के पास इनके संबंध में कुछ दिशानिर्देश हैं टियर 1 संस्थान में शिक्षक को यह करना होता है आइटम बैंकों को यहां नमूना संरचना में दिए गए आइटमों की संख्या के पांच गुना के साथ फिर से डिजाइन किया जा सकता है यहां पहले प्रश्न में वास्तव में दो सीओ शामिल हैं CO1 और CO2 ये दोनों पहले प्रश्न में CO3 दूसरे प्रश्न में CO4 तीसरे प्रश्न में CO5 चौथे प्रश्न में CO6 पांचवें प्रश्न में शामिल है कुल मिलाकर पाँच प्रश्न हैं पहले प्रश्न में दो सीओ शामिल हैं शेष प्रश्नों में प्रत्येक में एक CO शामिल है और विकल्प आंतरिक है हम कह सकते हैं कि CO1 के अनुरूप हम समझ के स्तर पर 6 अंक देना चाहेंगे एक अन्य प्रश्न 4 अंक समझने के स्तर पर CO1 समझ के स्तर पर है और इसका मूल्यांकन दो मदों का उपयोग करके किया जाता है दोनों समझ के स्तर पर एक 6 अंक के लिए दूसरा 4 अंक पर इसी तरह इसके विकल्प में भी समझने के स्तर पर 6 अंक और समझने के स्तर पर फिर से 4 अंक हैं हमें दो वस्तुओं की आवश्यकता है 6 अंकों की एक वस्तु 4 अंकों की दूसरी वस्तु इसी प्रकार दूसरा प्रश्न तीसरा प्रश्न चौथा प्रश्न पांचवा प्रश्न आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए CO6 जो लागू स्तर पर है हमारे पास पूरी तरह से 20 अंक हैं 4 समझ के स्तर पर एक प्रश्न आवेदन स्तर पर प्रत्येक 8 अंकों में से दो इस प्रकार एसईई लिखत संरचना निर्धारित की जाती है और यह इंगित करेगी कि हमारे पास आइटम बैंक में कितनी वस्तुएं होनी चाहिए उसके आधार पर हम एक आइटम बैंक बना सकते हैं आइटम बैंकों का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि भाषा के लिए सभी वस्तुओं की समीक्षा की जानी चाहिए ऐसा नहीं है कि भाषा हमेशा खराब या समान रूप से अच्छी होती है यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि भाषा उचित है एक औसत छात्र के लिए आवश्यक वस्तुओं तकनीकी शुद्धता और समय में कोई अस्पष्टता नहीं है समीक्षा प्रक्रिया होना जरूरी है सभी वस्तुओं को संबंधित सीओ संज्ञानात्मक स्तरों अंकों के साथ टैग किया जाना चाहिए और यदि आप उन्हें कठिनाई स्तरों के साथ भी टैग कर सकते हैं तो यह बहुत सुविधाजनक होगा तब हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि पसंद से संबंधित प्रश्न दोनों एक ही कठिनाई स्तर पर हों यदि हमारे पास एक प्रश्न है और फिर वह या है और दूसरा प्रश्न है दोनों एक ही CO से संबंधित हैं तो हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि दोनों एक ही कठिनाई स्तर पर हैं तब चुनाव का अधिक अर्थ होगा आइटम बैंकों को उपयुक्त रूप से डिज़ाइन किया जाना चाहिए ताकि भले ही आप किसी शिक्षण प्रबंधन प्रणाली का उपयोग न कर रहे हों यदि आप इसे मैन्युअल रूप से भी उपयोग कर रहे हैं यह सुविधाजनक है इसलिए आइटम बैंक मैन्युअल उपयोग के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक उपयोग के लिए उपयुक्त होना चाहिए यह बहुत जरूरी है कि हम आइटम बैंक को गतिशील रखें हर साल या हर सेमेस्टर या हर 2 साल में संस्थान की सुविधा के आधार पर लगभग 10 प्रतिशत आइटम्स को आइटम बैंक से हटाकर आर्काइव किया जा सकता है संग्रहीत वस्तुओं को कुछ वर्षों के बाद फिर से वापस लाया जा सकता है मूल रूप से उन्हें फेंका नहीं जाता है फिर 10 प्रतिशत नए आइटम जोड़े जाते हैं इस तरह आइटम बैंक गतिशील हो जाता है और समय के साथ बड़ी संख्या में आइटम उपलब्ध होने चाहिए यदि हमारे पास एक आइटम बैंक है जो पर्याप्त रूप से बड़ा है जैसे कि आवश्यक प्रश्नों की संख्या का लगभग 50 गुना तो आइटम बैंक का एक प्रतिनिधि खंड छात्रों को भी दिखाई दे सकता है उन्हें इस बात का अंदाजा होगा कि छात्र किस तरह की वस्तुओं की उम्मीद कर सकते हैं और यह छात्रों के लिए उनकी सीखने की गतिविधियों की योजना बनाने में मददगार होगा ऐसा होने के लिए हमारे पास एक आइटम बैंक होना चाहिए जो काफी बड़ा हो लेकिन समय के साथ निश्चित रूप से आइटम बैंक आकार में बढ़ सकता है एक बार जब हमारे पास एक आइटम बैंक होता है जो पर्याप्त रूप से बड़ा होता है तो हम इसका एक सैंपल छात्रों को दिखा सकते हैं यह आइटम बैंक होने का एक और फायदा होगा जैसा कि मैंने सत्र की शुरुआत में उल्लेख किया था विचार बदल रहे हैं इससे पहले वस्तुत अधिकांश प्रशिक्षकों द्वारा वस्तु बैंकों को प्रतिकूल रूप से देखा जाता था उनका मानना था कि इससे छात्रों के सीखने की गुणवत्ता में कमी आएगी वे स्वीकार्य नहीं थे लेकिन अब शिक्षकों और शैक्षिक प्रशासकों को अच्छी तरह से प्रबंधित आइटम बैंकों की उपयोगिता दिखाई देने लगी है यह अब अधिक स्वीकार्य है और आइटम बैंक का निर्माण हमेशा एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए और विश्वविद्यालय स्तर पर एक अच्छा और बड़ा आइटम बैंक बनाने के लिए बहुत अधिक प्रयास और समन्वय की आवश्यकता है लेकिन इसके फायदे बहुत हैं यहां तक कि सेमेस्टर के अंत के परीक्षा उपकरण भी अच्छी गुणवत्ता वाले हो सकते हैं जो पूरे वर्षों में एक समान गुणवत्ता वाले हो सकते हैं आइटम बैंकों के प्रबंधन के लिए सॉफ्टवेयर टूल्स का उपयोग और अच्छी गुणवत्ता मूल्यांकन उपकरण तैयार करने से संकाय पर संस्थान पर विश्वविद्यालय पर परीक्षा अनुभागों पर भार कम होगा आदि कई लाभ हैं असेसमेंट पैटर्न इंस्ट्रूमेंट्स की संरचना आइटम बैंक जैसा कि मैंने उल्लेख किया है वे सभी सांकेतिक हैं पाठ्यक्रमों की वास्तविक प्रकृति शिक्षकों के विचार ये सभी संस्थान पाठ्यक्रमों में भिन्न भिन्न हैं इनमें से किसी का भी कोई विधायी स्वरूप नहीं है वे निर्देशात्मक नहीं हैं प्रत्येक संस्थान को मूल्यांकन के लिए अपनी सामान्य संरचना विकसित करनी चाहिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मूल्यांकन की रूपरेखा तैयार करने के लिए कुछ प्रक्रिया का होना आवश्यक है अभ्यास प्रश्नोत्तरी सत्रीय कार्य परीक्षण के लिए आइटम बैंकों के लिए संरचनाएँ डिज़ाइन करें और अपने पाठ्यक्रम के लिए अपनी स्वयं की धारणाएँ बनाते हुए देखें इन अभ्यासों के परिणामों को taleiisctagmailcom पर साझा करने के लिए धन्यवाद इसके साथ हमने डिजाइन चरण पूरा कर लिया है अगली इकाई में परिणाम विकास चरण की उप प्रक्रियाओं को समझा जाएगा धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे